लेक्चर 05 इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग V सभी को नमस्कार इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है मैं राजाराम मैकेनिकल इंजीनियरिंग IIT खड़गपुर से हूँ हम मॉड्यूल 1 को आच्छादित कर रहे हैं जिसमें हम व्याख्यान संख्या 5 पर हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय हमारे पाठ्यक्रम की पाठ्यपुस्तकें एन डी भट्ट और अन्य द्वारा इंजीनियरिंग ड्राइंग हैं 1 से 4 के व्याख्यान में इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय ड्रॉइंग इंस्ट्रूमेंट्स विशिष्ट लेटरिंग स्टाइल के बारे में सीखा ड्राइंग शीट के स्टैंडर्ड लेआउट डाइमेंशनिंग पर कुछ मुद्दे देखे आज के व्याख्यान में हम विशेष रूप से विशेष विषयों पर डाइमेंशनिंग देने के बारे में कुछ और बातें जानेंगे जैसे अगर ये आर्क वृत्त कर्व्स समानांतर प्रकार के डाइमेंशंस और कई अन्य चीजें कैसे दें आपको पिछले कक्षाओं से संक्षेप में बताने के लिए डायमेंशन का उपयोग आकार और स्थिति का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है और एक डायमेंशन उपयुक्त यूनिटस् में व्यक्त एक संख्यात्मक मान है हमारी SI मीट्रिक यूनिटस् में हम डायमेंशन के लिए संख्यात्मक मान के रूप में mm का उपयोग करते हैं और यह उत्पादन सुविधा में मशीनिस्ट के लिए प्राथमिक संचार है हमने लीनियर डाइमेंशंस के बारे में कुछ सीखा एंगुलर डायमेंशन कैसे दें अगर यह रेडियस है और रेफरेंस डाइमेंशंस क्या हैं अंक के संदर्भ में आपको फिर से संक्षेप में बताने वाला पहला डायमेंशन यहाँ इस आकृति की एक वस्तु के लिए यह जो हमने 175 को बेसिक डायमेंशन के रूप में दिखाया है और रेखा का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक डायमेंशन लाइन है यदि यह न्यूनतम 10 mm है तो ही हम इसे उस तरफ दिखाएंगे यदि यह इससे कम है तो हम दूर से डायमेंशन का उपयोग करते हैं इसी तरह किसी भी डायमेंशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें एक्सटेंशन लाइनस् की आवश्यकता होती है और अगर कोई कर्व हैं तो हम इसे एक रेडियस रेखा द्वारा दर्शाते हैं और इस रेडियस के लिए एक्सटेंशन लाइन डायमीटर या रेडियस की तरह कुछ का वर्णन करने के लिए उस रेखा को जिसे हम लीडर लाइनस् कहते हैं उनका उपयोग करते हैं किसी भी डायमीटर के लिए हम विशेष प्रतीक फाई का उपयोग करते हैं केंद्र की तरह कुछ का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम डैश स्मॉल डैश और लॉन्ग डैश लाइनस् द्वारा सेंटर लाइन का उपयोग करते हैं यदि वे पैमाने पर नहीं हैं तो आमतौर पर हम उन डाइमेंशंस का प्रतिनिधित्व करते हैं किसी भी रेफरेंस के संबंध में हम कोष्ठक के भीतर एक रेफरेंस डायमेंशन का उपयोग करते हैं आमतौर पर हमारी ड्राइंग शीट पर हम एक शब्द वाक्य का उल्लेख करते हैं जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट सभी डायमेंशन mm में न हों हर बार mm लिखने के बजाय हम सभी डाइमेंशंस का उपयोग मानक पाठ के रूप में mm में करते हैं हम एक मानक उदाहरण के साथ गए जहां हमने डाइमेंशंस का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वस्तु के लिए दिखाया है हम एक्सटेंशन लाइंस का उपयोग करते हैं छोटे डायमेंशन अंदर और सबसे बड़े डायमेंशन बाहर तो यह सबसे छोटा है यही कारण है कि उस ज्योमेट्री के अंदर है और उस ज्योमेट्री के बाहर एक बड़ा है ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी डायमेंशन को नहीं दिखाना यह एक मानक अभ्यास है इसी तरह यदि ये सिलैंडरिकल वस्तुएं हैं तो हम आगे बढ़े और प्रतीक फाई के माध्यम से प्रमुख डायमीटर को वस्तु के बाहर दिखाया तो यहाँ यह एक सिलेंडर है एक स्टेप 1 और फिर से हमारे पास एक स्टेप 1 है तो सबसे छोटे डायमेंशन अंदर और सबसे बड़े डायमेंशन बाहर हम आम तौर पर ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी नहीं दिखाते हैं जो डाइमेंशंस को दिखाने का एक गलत तरीका है कोणों निर्देशांकों का उपयोग करते हुए हमने डाइमेंशंस को भी दिखाया है जैसे कि अगर कोई इंक्लाइंड ऑब्जेक्ट है जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के संबंध में है तो यह 25 है और यह चरम बिंदु 4 यूनिट्स पर हमारी एक्सटेंशन लाइंस के माध्यम से और इसी तरह एक्सटेंशन लाइंस का उपयोग करके कोई भी यह बिंदु दिखा सकता है यह 1 यूनिट की तरह कुछ है इसलिए एक बार जब हम लंबाई के संदर्भ में इन बिंदुओं को जान लेते हैं तो हमें पता होता है कि इस लाइन को कहां से कहां जोड़ना है कोई भी इस तरह से इन इंक्लाइंड लाइंस का निर्माण कर सकता है यदि यह एंगुलर जानकारी है तो हम आमतौर पर इसे कोण के संदर्भ में दर्शाते हैं कोई भी चैंफर हम इन कंटीन्यूअस लाइंस का उपयोग करते हुए उस चेंफरिंग लेंस का प्रतिनिधित्व करते हैं ध्यान दें कि डायमेंशन बाहर है क्योंकि गैप बहुत छोटा है इसलिए इसे इस तरह से दिखाना अच्छा नहीं है यह हमें बाहर से इन छोटे डाइमेंशंस को दिखाने की सुविधा प्रदान करता है और साथ ही इसमें चम्फरिंग भी है जो 45 डिग्री के कोण पर होगी यदि वे एकल पदों पर आर्क हैं तो हम आम तौर पर यह आर्क है और डायमेंशन लाइन लीडर लाइन का उपयोग करके हम यूनिट्स का प्रतिनिधित्व करने की स्थिति में होंगे उसकी 6 यूनिट्स के लिए रेडियस R है इसी तरह यह आर्क जैसा कुछ है और यहां से हम उस आर्क को मापने जा रहे हैं लेकिन लीडर लाइन्स का उपयोग करके हम छोटी यूनिट्स का प्रतिनिधित्व करने की स्थिति में होंगे हम आमतौर पर इसे वस्तु के अंदर नहीं दिखाते हैं इसी तरह अगर कोई जटिल आकार हैं तो हम हमारी दिलचस्पी के क्षेत्र को घेरते हैं और फिर सटीक कट डाइमेंशंस के साथ बड़े व्यूज के रूप में दिखाते हैं फिर हमने इन ड्राइंग लाइनों के विभिन्न नियमों को देखने की कोशिश की है उनमें से कुछ के बारे में साइज पोजीशन उन्हें कैसे प्रतिनिधित्व करें और उदाहरण के लिए अगर कोई डायमीटर है तो उन्हें कैसे प्रस्तुत किया जाए तो यहाँ आकार S प्रतीक और स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए हम इसे Ls द्वारा दर्शाते हैं यह साइज है और यह स्थान है होल उस स्थान पर है अब हम विशेष मुद्दों पर आएंगे इन लाइन्स को डायमेंशन देने के विभिन्न तरीके हैं उनमें से एक को चेन डाइमेंशनिंग कहा जाता है इसका उपयोग तब किया जाता है जब हर एक डायमेंशन बिना किसी अंतराल के सीधे अगले डायमेंशन के समीप रखा जाता है उदाहरण के लिए हम इस वस्तु को लेते हैं एक स्टेप ब्लॉक है इसमें कुछ होल्स भी हैं इसलिए जब भी होल्स सर्कलस् और आगे तक होते हैं हम आमतौर पर इन डैश डॉट लाइनों द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं अब हम चेन डाइमेंशनिंग का उपयोग करना चाहेंगे यदि आप ध्यान दें यहाँ एक एक्सटेंशन लाइन है एक और एक्सटेंशन लाइन है एक और एक्सटेंशन लाइन है इसके बीच में हम डायमेंशन 20 दिखाने जा रहे हैं दोबारा यह एक 25 है और फिर से यह एक 28 है इन एक्सटेंशन लाइनस् के बीच कोई अंतर नहीं है एक दूसरे के बगल में हम इन डाइमेंशंस लाइनों के तीर के माध्यम से डायमेंशन दिखा रहे हैं इसी तरह ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए हमें दूसरे रंग का उपयोग करना चाहिए ये एक्सटेंशन लाइन हैं और इसमें हम डायमेंशन लाइन फिर से डायमेंशन लाइन और यहाँ भी डायमेंशन लाइन का उपयोग करते हैं इसलिए उनके बीच कोई अंतर नहीं है एक दूसरे के बगल में अगर हम एक ही स्तर पर इस तरह की चीजें दिखा रहे हैं तो इसे हम चेन डाइमेंशनिंग कहते हैं यह विधि हम इसका उपयोग केवल तभी कर सकते हैं जब टोलरेंस एक्यूमुलेशन भाग के कार्य को प्रभावित नहीं करने वाली है अगली कक्षा में टोलरेंस के मुद्दे हम इसके बारे में जानेंगे 25 mm के बजाय अगर हमारे पास प्लस या माइनस 051 mm तरह की यूनिट्स हैं तो यह अतिरिक्त चीज है जिसे हम टोलरेंस कहते हैं इसका मतलब है कि जब आप मशीनिंग कर रहे हैं या शायद इस तरह के भागों का उत्पादन कर रहे हैं तो 25 mm पर सटीक उत्पादन करना आसान नहीं है इसमें हमेशा प्लस या माइनस प्रकार के सुधार शामिल होते हैं इस तरह की चीजों को टोलरेंस कहा जाता है अधिक विवरण हम इसके बारे में अगली कक्षा में जानेंगे जब हमारे पास इस तरह की टोलरेंस नहीं होगी तभी हम चेन डाइमेंशनिंग प्रदर्शित करने की स्थिति में होंगे नहीं तो क्या होगा यह 25 प्लस या माइनस माना जाता है इसका मतलब है हमेशा किसी न किसी तरह के अंतर के साथ होगा तो भागों के बीच इस तरह की परतें मौजूद होने पर एक सतत चेन डाइमेंशनिंग संभव नहीं है यह अनावश्यक रूप से मशीनिस्ट को भ्रमित करता है इसलिए हम चेन डाइमेंशनिंग का उपयोग केवल तभी करते हैं जब ऐसी टोलरेंस एक्यूमुलेशन संभव नहीं है यदि ऐसा नहीं है तो ही हमें चेन डाइमेंशनिंग के साथ जाना चाहिए इस तरह की निरंतर चीज हम एक सिलैंडरिकल ऑब्जेक्ट लें यह एक यहां चेन डाइमेंशनिंग का प्रतिनिधित्व करने के बजाय हम पैरेलल डाइमेंशनिंग के साथ जाते हैं इसलिए हमेशा एक रेफरेंस बेस होना चाहिए हम एक हाइलाइटर के माध्यम से देखते हैं यह रेफरेंस बेस है उस रेफरेंस बेस से हम इस तरह के डायमेंशन 15 यूनिट्स के ले रहे हैं इसी तरह उस रेफरेंस बेस से यह एक 30 यूनिट्स पर है इसी तरह इस रेफरेंस बेस से हमारे पास इसकी 45 यूनिट्स हैं इसलिए इस रेफरेंस के साथ किस लंबाई तक फाई का प्रतिनिधित्व करना आसान है इस तरह की बात विशेष रूप से अगर हम इसे दिखा रहे हैं यदि हम इसे दिखा रहे हैं तो यह देखें कि ये एक दूसरे के समानांतर हैं इस तरह के डाइमेंशंस को हम पैरेलल डाइमेंशनिंग कहते हैं जब एक समान विशेषता से एक ही दिशा में डाइमेंशंस की संख्या को मापा जाता है यहाँ सामान्य विशेषता यह है भाग की सतह यह है तो एक ही विशेषता से सभी डाइमेंशंस को इंगित करने की विधि को पैरेलल डाइमेंशनिंग कहा जाता है ध्यान दें कि डायमेंशन लाइनस् एक दूसरे के समानांतर हैं और समान रूप से दूरी पर हैं यह अंतर एक ही होगा इस तरह के डायमेंशन को पैरेलल डाइमेंशनिंग कहा जाता है इन चीजों को डायमेंशन देने का एक और तरीका है जिसे कंबाइंड डाइमेंशनिंग कहा जाता है हम इस ऑब्जेक्ट को चुनें यह ऑब्जेक्ट है और ये एक्सटेंशन लाइनस् हैं तो ये एक तरह की निरंतर चेन डाइमेंशनिंग हैं यदि आप एक दूसरे के बगल में 20 15 20 नोट करते हैं और यह एक सतत चेन डाइमेंशनिंग है आइए हम अन्य को देखें इससे इस तक और इससे इस तक जब हम इस 8 mm को देख रहे हैं और यह 8 mm इसके साथ पैरेलल और उसके साथ पैरेलल में है तो हमारे पास इन 8 भागों के लिए दोनों पैरेलल हैं पैरेलल डाइमेंशनिंग और इस 20 के लिए चेन प्रकार का हिस्सा दोनों एक ही ड्राइंग में शामिल हैं इस तरह की चीजों को कंबाइंड डाइमेंशनिंग कहा जाता है कभी कभी यह उस उद्देश्य के लिए चेन और पैरेलल डाइमेंशनिंग को संयोजित करने के लिए आवश्यक है ताकि हम इसका उपयोग कर सकें कभी कभी हमें निर्देशांक द्वारा भी डायमेंशन का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है यह पढ़ना आसान है जब भाग में कई डाइमेंशंस होंगे आइए विचार करें कि निर्देशांक का उपयोग करने का एक उदाहरण एक प्लेट के लिए होगा जिसमें कई होल्स हैं आइए हम उस प्लेट को देखें यह प्लेट है विभिन्न आकारों के कई होल्स हैं अब अगर कोई डाइमेंशंस को दिखाना शुरू करना चाहेगा तो यह थोड़ा भद्दा हो जाएगा यह बहुत ही भद्दा हो जाएगा तो उस वस्तु के चारों ओर इन सभी डाइमेंशंस को वास्तव में दिखाना एक अच्छा विचार नहीं है इसके बजाय चीजों को सारणीबद्ध करना एक आम बात है जब भी कोई होल होता है तो हमारे पास हमेशा यह डैश अजीब तरह की लाइनें होती हैं यह एक आयताकार प्लेट के माध्यम से एक होल ड्रिलिंग की तरह है यहां हमारे पास अलग अलग होल हैं 1 2 3 4 से 11 कुल मिलाकर इस बॉक्स के लिए 11 होल हैं इसलिए जब हम इस आयताकार प्लेट का प्रतिनिधित्व करने में रुचि नहीं रखते हैं लेकिन होल और उनका स्थान आमतौर पर हम इस तरह के टैगिंग के साथ जाते हैं आप सिर्फ 1 2 3 तरह के नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं टैग करते हैं और इसका X इसके Y निर्देशांक से पुकारते हैं तो X के लिए Y के लिए 1 के लिए 1 यह 15 यूनिट्स पर है और यह 25 यूनिट्स पर है शायद X दिशा में यहाँ हम X दिशा को जानते हैं यह Y दिशा है X दिशा में 15 यूनिट्स इसलिए यदि हम देखते हैं कि यह 15 यूनिट्स हैं और यदि हम इसे देख रहे हैं तो यह एक 25 यूनिट्स है यही वह तरीका है जिससे हम इस 15 और 25 को समझते हैं उस होल का केंद्र उस 15 और 25 यूनिट्स पर है और आकार मूल रूप से डायमीटर है जिसका हम आमतौर पर प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए यह पूरा डायमीटर है अगर हम इसे लीडर लाइन 5 10 यूनिट्स द्वारा दिखाने जा रहे हैं इसी तरह 2 जैसे अन्य होल के लिए 2 यह एक है फिर से 15 यूनिट्स हैं यही कारण है कि हमारे पास यह X डायमेंशन 15 है और यह Y दिशा में एक लंबी दूरी पर है तो दूसरे होल के लिए 65 है और उसके लिए डायमीटर 10 है आइए हम एक बड़े के लिए देखें तो आइए हम इस होल को देखें डायमेंशन और समझें यह भाग 8 है यह डैश डॉट लाइनों वाला होल है यह X दिशा में 60 यूनिट्स ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 यूनिट्स में स्थित है और इसका डायमीटर 15 यूनिट्स का है इसी तरह यहां 11 वां भाग चुनें क्षैतिज दिशा में यह 90 यूनिट्स पर है और यह 20 यूनिट्स पर है इसलिए इन सभी डाइमेंशंस को दिखाने के बजाय जो थोड़ा भद्दा हो जाता है आमतौर पर हम एक टैग तालिका के साथ जाते हैं इस तरह की चीजों को निर्देशांक द्वारा डाइमेंशनिंग कहा जाता है इसी तरह जब भी सर्कुलर फीचरस् होती हैं तो डायमीटर दिखाने के विभिन्न तरीके होते हैं हम एक उदाहरण लेते हैं एक वृत्त कहते हैं यदि यह एक वृत्त है तो इसे रेडियस के बजाय डायमीटर देकर डायमेंशन दिया जाना चाहिए केवल आर्क्स के लिए हम रेडियस का उपयोग करते हैं किसी भी प्रकार के वृत्त के लिए हमें डायमीटर डाइमेंशनिंग के साथ जाना है आइए हम इस वृत्त को चुनें क्योंकि यह अंतर बड़ा है जो इसे तीरों के संदर्भ में दिखा सकता है फाई 30 के साथ एक लीडर लाइन दिखा सकते हैं आमतौर पर ये लीडर लाइन हम इसे क्षैतिज रखते हैं यह तरीका है और इसके आगे हम दर्शाते हैं कि फाई प्रतीक डायमीटर प्रतिनिधित्व करता है और डाइमेंशनिंग जो चीजों को दिखाने का एक तरीका है आइए हम अन्य डायमेंशन देखें उदाहरण के लिए यह एक और सर्कल है इस सर्कल के लिए ये एक्सटेंशन लाइनस् हैं कोई इसे फाई 30 यूनिट्स के संदर्भ में भी दिखा सकता है यह एक और तरीका है यदि हमारे पास एक होल और अन्य चीजें हैं तो हम आम तौर पर इस डैश डॉट तरह की चीजों के साथ जाते हैं या होल के साथ एक सर्कल भी हम इन डैश डॉट लाइनों को दिखाने के लिए एक हिस्से में होंगे इस डायमेंशन को दिखाने का एक और तरीका है इस डायमेंशन लाइन को डबल एरो चीज़ से दिखाने के बजाय कोई इसे एक एरो द्वारा भी दिखा सकता है लाइन फाई 75 के साथ लीडर लाइन है तो यह तरीका यह भी दर्शाता है कि वहां एक सर्किल है और डायमीटर 75 यूनिट्स है विभिन्न प्रकार की सर्कुलर फीचर्स हैं जो हम आमतौर पर देखते हैं यदि यह एक प्लैनर सर्कल की चीज की तरह है तो हम डायमीटर फाई द्वारा दर्शाते हैं कभी कभी हम कूबड़ की आकृतियों को देखते हैं गोलाकार रेडियस कर्व को देखते हैं जो इस तरह की चीज को हम केवल इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि यह एक वृत्त नहीं है यह सिर्फ एक कूबड़ है और इसका एक रेडियस है तो शायद यह वहां से केंद्र है यह R5 यूनिट्स पर हो सकता है इसलिए हम ऑब्जेक्ट के भीतर के डाइमेंशंस को दिखाने के बजाय हम इसे आमतौर पर उस तरह से दिखाते हैं इस तरह के कर्वस् आर्क्स के लिए उस केंद्र को भी दिखाना आवश्यक है उस केंद्र से यदि हम रेडियस को मापते हैं तो हम आम तौर पर उसी के साथ जाते हैं यदि यह सिलैंडरिकल ऑब्जेक्ट्स और डायमीटर जैसा कुछ है तो हम वस्तु के भीतर दिखाने के बजाय कि यह एक गलत प्रथा है इसलिए हम क्या करते हैं कि हम उस वस्तु से आगे बढ़ते हैं जहां आयताकार डायमेंशन दिखाई देते हैं या देखते हैं क्योंकि एक सिलेंडर यदि हम इस तरह के व्यूज में से किसी एक को देख रहे हैं तो यह आयताकार जैसा दिखता है या उसके जैसा व्यवहार करता है ये व्यूज हम बाद के व्याख्यानों में सीखेंगे उन डाइमेंशंस के लिए हमें दिखाना होगा यह फाई 6 मिलीमीटर्स डायमेंशन का है इसलिए एक वृत्त को रेडियस के बजाय इसके डायमीटर को देकर डायमेंशन किया जाना चाहिए कई होल हैं जो सर्कल्स में संरेखित हैं एक सर्कल है एक और सर्कल है और इसी तरह आगे तक सर्कल्स की संख्या N है उस स्थिति में हम उल्लेख करते हैं कि मुख्य सर्कल में कितने सर्कल मौजूद हैं तो आमतौर पर हम लीडर लाइन के माध्यम से उस मुख्य सर्कल डायमीटर का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन सर्कल के केंद्रों के बीच की दूरी क्योंकि वे समान रूप से दूरी पर हैं ऐसे मामले में हम बस होल की संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं अन्यथा कोई भी वास्तव में उस सर्कल द्वारा बनाए गए कोण को दिखा सकता है उस सर्कल के केंद्र को अन्य परिधीय सर्कल से जोड़ने वाला रेडियस वह कोण क्या है जो हम आमतौर पर भी उल्लेख करते हैं उदाहरण के लिए हम इस ड्राइंग को देखें यहाँ वृत्त हैं मुख्य ऑब्जेक्ट यह है जिस पर ये गोलाकार होल बनाए जाते हैं जब भी ये होल मौजूद होते हैं तो हमारे लिए इसे डैश डॉट तरह की लाइनों द्वारा दिखाना आम बात है और उन्हें इस सर्कल के चारों ओर रखा जाता है तो फिर से डैश डॉट तरह का कर्व हमने दिखाया है यह छोटे होल 1 2 3 के आसपास रखे जाते हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से हम उस डायमेंशन को दिखाने जा रहे हैं यह कुछ 60 यूनिट्स हैं और क्षैतिज के साथ यह सर्किल 18 डिग्री पर रखा गया है शायद यह रेडियल स्थान को सर्कल करता है जिसे 30 डिग्री पर रखा गया है शायद यह रेडियल स्थान 15 डिग्री पर रखा गया है इस तरह की चीजें हम आमतौर पर दिखाते हैं और एक और बात तीन होल को नोटिस करना है 1 2 3 होल जो हम दिखा रहे हैं उस होल के डायमीटर के बारे में कुछ यह शायद 10 यूनिट्स है शेष चीजें हम तब सीखेंगे जब हम अन्य डाइमेंशंस के बारे में जानने वाले होंगे इसी प्रकार जब भी इस आर्क के लिए आर्क्स होते हैं हम आम तौर पर रेडियस और उस के केंद्र द्वारा इसका प्रतिनिधित्व करते हैं इसी तरह इस सर्कल का केंद्र है उदाहरण के लिए यह एक और आर्क है इस केंद्र से यदि हम मापते हैं कि यह 10 यूनिट्स का है और प्रतीक R है क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के अंदर का उपयोग नहीं करते हैं इसलिए हम आम तौर पर 10 यूनिट्स के साथ लीडर लाइन के माध्यम से बाहर से रेडियस दिखाते हैं और उस आर्क का केंद्र यह 10 प्लस चिह्न है इसी तरह यहाँ से बाहरी प्रकार के कर्वस् है आर्क का केंद्र वस्तु के अंदर नहीं बल्कि उसके बाहर है इसलिए इस संबंध में हम 46 यूनिट्स को दिखाते हैं यह रेडियस इसी केंद्र से बनी है इसी तरह किसी को यहां सावधान रहना होगा क्योंकि हमारे पास यह बाहरी ऑब्जेक्ट है एक रेफरेंस डायमेंशन होना चाहिए ऐसा कुछ यह ऑब्जेक्ट से 95 यूनिट्स पर है इस केंद्र से इस तक 95 यूनिट्स है इसी तरह रेफरेंस यह केंद्र है केंद्र इस से 80 mm की दूरी पर है यह हमारे दिखाने का तरीका है आज की कक्षा में हमने ऑब्जेक्ट्स की डाइमेंशनिंग के लिए इन विशेष डाइमेंशंस के बारे में सीखा है अगली कक्षा में हम टोलरेंस के बारे में अधिक जानेंगे